कंडक्टर के लिए रेसप्रासिटी थीअरम I एक उदाहरण हम पिछले व्याख्यान से रेसप्रासिटी थीअरम के बारे में बात कर रहे हैं और रेसप्रासिटी थीअरम का उपयोग करके एक उदाहरण हल किया है वह स्थिति जिसमें मैं रिसिप्रोकल थ्योरम का प्रयोग करता हूं जहां मुझे एक मामले में उत्तर पता है और मैं दूसरे में चार्ज डिसटीब्यूशन में उत्तर जानना चाहता हूं यह थीअरम कहती है कि कंडक्टरों की समान ज्यामिति के लिए V12rdVV1surface1dSV21rdVV2surface1dS होता है V12rdVV1surface1dSV21rdVV2surface1dS तो यह चार्ज डिसटीब्यूशन या पोटेंशियल की एक स्थिति को दूसरी से संबंधित करता है पिछले व्याख्यान में हमने जो उदाहरण हल किया था उसे एक कंडक्टिंग स्फीयर के रूप में लिया गया था और चार्ज Q को इसके केंद्र से d दूरी पर में रखा गया था इस व्याख्यान में मैं एक और उदाहरण लेता हूं जिसके बारे में हमने पहले बात की थी अगर मैं एक असीमित आकार की कंडक्टिंग सरफेस लेता हूं और उसे ग्राउंडेड करता हूं और उसके सामने एक चार्ज Q रखता हूं तो हमने इमेज मेथड का उपयोग करके इसे पहले हल किया था और पाया था कि सरफेस पर इंड्यूस चार्ज माइनस Q Q हो जाता है और समस्या को Q चार्ज को पीछे की तरफ रखकर हल किया जा सकता है इस प्रकार कंडक्टर पर पोटेंशियल शून्य हो जाता है अब हम समस्या की व्याख्या करते हुए प्रश्न पूछते हैं कि क्या होगा यदि मैं एक और असीमित आकार की ग्राउंडेड कंडक्टिंग सरफेस रख दूं तो क्या यह माइनस Q Q चार्ज इंड्यूस करेगी या कुछ और होगा यह समस्या थोड़ी मुश्किल है क्योंकि अब क्या होता है अगर मैं फिर से एक स्थिति बनाता हूं यहां देखें मेरे पास यह कंडक्टर है यहां चार्ज Q है मेरे पास यह कंडक्टिंग प्लेट फिर से है यह चार्ज बैकसाइड पर Q और यहां Q बनाएगा ये Q फिर से इमेज Q यहां और Q यहां बनाएगा और इसी तरह Q Q बनते जाएंगे और इसलिए यह एक नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज बन जाती है मैं संभवतः इसका योग नहीं कर सकता या दो सरफेस पर चार्ज को इंड्यूस करने के लिए इमेज मेथड का उपयोग नहीं कर सकता और यहीं पर रेसप्रासिटी थीअरम बहुत काम आएगी तो हम दो स्थितियां बनाते हैं एक जो वास्तविक स्थिति है जिसके लिए मैं उत्तर प्राप्त करना चाहता हूं और दूसरा वह जहां मुझे उत्तर पता है तो आइए हम एक कंडक्टिंग सरफेस को लें जोकि ग्राउंडेड है और यहां पर एक दूसरी ग्राउंडेड कंडक्टिंग सरफेस है इन दो प्लेटों के बीच की दूरी को d मान लें हम बाएं प्लेट से x0दूरी पर चार्ज Q को लेते हैं और मैं जानना चाहता हूं कि दो प्लेटों पर इंड्यूस चार्ज कितना हैं आइए दूसरी स्थिति लेते हैं जिसमें मुझे उत्तर ज्ञात है यह स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी कि मैं एक प्लेट को ग्राउंडेड करूंगा और दूसरी प्लेट को पोटेंशियल V दूंगा अगर मैं दूसरी प्लेट को पोटेंशियल V देता हूं और यदि मैं दूरी का मापन यहां से करता हूं तो इस प्लेट से d दूरी पर पोटेंशियल शून्य हो जाता है जैसा कि हमें ज्ञात है इस स्थिति में इन प्लेटों के बीच फील्ड एकसमान है इसलिए इस सरफेस से x दूरी पर पोटेंशियल V Vdहोगा अर्थात VVd द्वारा दिया जाएगा आप देख सकते हैं किx0पर VVहै xd पर V0 है और x0 तथा xd के बीच में यह रैखिक रूप से बदलता रहता है यह मेरी ज्ञात स्थिति होने जा रही है अब हम इसे V2 लिखेंगे अर्थात V2Vd 2कितना होगा 20 है 2 के बारे में क्या यहां कुछ 2 है इसका मतलब है कि यहां कुछ पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2इस प्रकार है कि इस स्थिति में 20E2के बराबर है जो कि 0Vdके बराबर होगा आप इन सभी तथ्यों को कैपेसिटर की समस्याओं के द्वारा जानते हैं जिन्हें आपने अपनी 12 वीं कक्षा में हल किया होगा तो स्थिति 1 वह है जहां मैं 1 जानना चाहता हूं यह कुछ अन्य होने जा रहा है दूसरी प्लेट पर 1है आइए हम इसे 1प्राइम कहते हैं क्योंकि दो सरफेस चार्जेस का समान होना आवश्यक नहीं है यहां पर V1 का निश्चित मान अभी ज्ञात नहीं है किंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सरफेस पर V10 है क्योंकि प्लेटें ग्राउंडेड हैं 1 Qδδδके बराबर है अगर यह पोजीशन वह है आइए हम मूल बिंदु को ठीक है यहां पर लेते हैं ताकि चीजें सरल हो जाएं तो y00 z00 है मैं इसे Qδके रूप में लिख सकता हूं सिग्मा 1 या सिग्मा 1 प्राइम के रूप में लिख सकता हूं तो 1 और 1वह हैं जिसमें हमारी रुचि है क्या समस्या कथन स्पष्ट है तो हमारे पास स्थिति 1 है जो हमारी वास्तविक है स्थिति 2 जो हमने बनाई है और हम स्थिति 2 में उत्तर जानते हैं इसका उपयोग करके हम स्थिति 1 में उत्तर प्राप्त करेंगे तो ऐसा करने के लिए मैं इसे फिर से लिखने जा रहा हूँ V12rdVV1surface1dSV21rdVV2surface1dS यहां पर V1 अज्ञात है परंतु 2 निश्चित रूप से शून्य के बराबर है इसलिए यह पद समाप्त हो जाता है सरफेस पर V10 है यह पद भी शून्य के बराबर है और इसलिए यह पूरा पद भी समाप्त हो जाता है और इस प्रकार बाईं ओर मुझे शून्य मिलता है जो V21rdVV2surface1dS0के बराबर है V2 Vdके बराबर है और 1Qδ है उक्त मान रखने के बाद अगला पद योग में V2 सरफेस के लिए है बाईं सतह पर V2V स्थिर है 1ds बाईं सतह पर इंड्यूस चार्ज q1देता है दाईं सतह पर V0 जिससे मुझे 0 मिलता है मैंने सभी पद लिख लिए हैं प्रथम पद का इंटीग्रेशन इस डेल्टा फ़ंक्शन के कारण Vd x0dQ प्राप्त होता है जिसमें xको x0लिखा गया है तत्पश्चात अगला पद Vq1 योग में है और इसलिए हमें q1 Qdमिलता है V12dVV1surface1dSV21dVV2surface1dS 0Vd xdQδr xxdVVq10 q1 Qd इसलिए यदि मैं इस कपैसिटर को फिर से देखता हूं तो यह दूरी x0 थी और इस पर चार्ज डेंसिटी या q1 और कुछ नहीं बल्कि Q की अन्य प्लेट से दूरी को Q से गुणा करके तथा d के द्वारा भाग देकर और साथ में एक माइनस साइन लगाकर प्राप्त किया जा सकता है अर्थात Qdके बराबर है इसी तरह आप इस तरफ यानी दाहिनी दाईं ओर भी दिखा सकते हैं मैं एक अलग रंग के साथ दाईं ओर लिख रहा हूं दाईं ओर चार्ज फिर से माइनस साइन के साथ Q होने वाला है और साथ में गुणनफल में x0d है तो यह आपको विभिन्न स्थितियों में इंड्यूस चार्ज को प्रभावी ढंग से ज्ञात करने के लिए रेसप्रासिटी थीअरम का एक और अनुप्रयोग देता है